तो पुनः स्वागत तथा इस व्याख्यान क्रमांक 41 में स्पेनिंग सेट के बारे में चर्चा की जाएगी तो वेक्टर स्पेस को परिभाषित करने के लिए हमे बहुत सी अवधारणाओं को समझना होगा तथा यह उनही मे से एक है जिसे स्पेनिंग सेट कहते हैं तथा यहाँ हम सर्वप्रथम लीनियर स्पान के बारे मे बात करेगे तथा इसके बाद स्पेनिंग सेट के बारे मे तो लीनियर स्पान क्या होता है तो दिये गए वेक्टर्स 𝑣1𝑣2𝑣𝑛 का लीनियर स्पान परिभाषित किया जाता है तथा सामान्यतया हम इसे 𝑣1𝑣2𝑣𝑛के लीनियर स्पान की तरह प्रदर्शित करते है तथा हम इसे इन सभी वेक्टर्स 𝑣1𝑣2𝑣𝑛के सभी संभव लीनियर कोम्बिनेशंस के सेट की तरह परिभाषित करते हैं तो यहाँ 𝜆1𝑣1𝜆2𝑣2⋯𝜆𝑛𝑣𝑛 निश्चित लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो यह वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है तथा यह लेम्डा 𝜆 वास्तविक संख्याओं के सेट से संबद्ध हैं तो यह दिये गए वेक्टर्स के सभी लीनियर कोम्बिनेशंस का सेट है इसे हम 𝑣1v2𝑣𝑛 का स्पान कहेगे तो वेक्टर्स 𝑣1𝑣2𝑣𝑛के सभी लीनियर कोम्बिनेशंस का सेट लीनियर स्पान v कहलाता है तथा यहाँ अब हम इस समस्या पर चर्चा करेगे है कि वेक्टर 1 0 0𝑇 यह वेक्टर केवल उदाहरण के लिए कि यह कॉलम वेक्टर लिया है परंतु हम यह रो वेक्टर से भी कर सकते हैं तो यहाँ वेक्टर्स 4 2 7 T तथा 3 1 4 Tके स्पान के वेक्टर हैं तो मूलतः हमे यह जाँचने कि जरूरत है कि क्या हम इस वेक्टर को इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप मे लिख सकते है क्योकि यहाँ सवाल यह है कि यह वेक्टर यहाँ इन वेक्टर्स का स्पान हैं तो इन वेक्टर्स का स्पान क्या हैं इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ज्ञात करेंगे तथा जांचेंगे कि यह वेक्टर इसमे है या नहीं अथवा हम केवल यह जांचेंगे कि यह वेक्टर इन दो वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं तो मूलतः हमे जाँचना है हमे 𝜆1तथा 𝜆2 इस प्रकार ज्ञात करेने है कि इस प्रकार का ज्ञात करना संभव है या नहीं यहाँ निकाय असंगत है या यह एक संगत निकाय है जो हमे 𝜆1तथा 𝜆2 दे सकते हैं तो इसका हल देने के लिए पुनः हम औग्मेंटेड मैट्रिस की अवधारणा पर वापस आते है तथा रो रिद्युसड़ या एक्लोन रूप पुनः ध्यान दीजिए की यह रो रिद्युसड़ एक्लोन रूप हमारे लगभग सभी व्याख्यानों के लिए अत्यावश्यक है हम इस अवधारणा का प्रयोग समीकरण निकाय को गौस्स एलीमिनेशन के प्रयोग से या यह कहे की रो रिड्यूस एक्लोन रूप द्वारा क्योकि एक बार जब हमारे पास रो रिड्यूस एक्लोन रूप आजाता है हम निश्चितरूप से बता सकते है कि हमे इस निकाय से किस प्रकार का हल प्राप्त होने वाला हैं अब हमे इसे रो रिड्यूस एक्लोन रूप मे परिवर्तित करना है तथा इस अवधारणा को भी हमने अनेक बार व्याख्यायित किया है हमे इन एलिमेंट्स को 0 करना होगाइसके बाद इस 0 से समीकरण संख्या 1 कि सहायता से तथा इसके बाद हमे इस अव्यव को 0 करना होगा समीकरण संख्या 2 के प्रयोग से तो ऐसा करने पर जो रो रिड्यूस एक्लोन रूप प्राप्त होता है मैं सीधे वही लिख रही हूँ यह रो रिड्यूस एक्लोन रूप है तथा हम यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते है क्योकि यहाँ हमारे प्रथम कॉलम में पीवोट अव्यव है दूसरे कॉलम मे भी पीवोट अव्यव है तथा परंतु यहाँ समस्या समीकरण की असंगतता की हैं अंतिम समीकरण के अनुसार 0 2 के बराबर हैं जो की यहाँ संभव नहीं है इसका अर्थ हुआ कि हम इस निकाय को हल नहीं कर सकते 𝜆1तथा 𝜆2 के लिए यहाँ कोई हल नहीं होगा क्योकि हमारे समीकरण असंगत हैं तो हमे दिये गए निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा तथा इस कारण इस सवाल का हल कि क्या वेक्टर वेक्टर्स तथा के स्पान में विधमान है या नहीं तो यहाँ यह निकाय असंगत है तथा हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन कि तरह नहीं लिख सकते तो यहाँ एक ओर अच्छा परिणाम है यहाँ हम इसका सैधांतिक प्रमाण नहीं देखेगे केवल यह देखेगे कि यह कैसे हो रहा है तो यदि Sवेक्टर स्पेस का कोई उप सेट है तब यह SPAN हैSPAN क्या हैं वेक्टर्स के समस्त लीनियर कॉम्बिनेशन है SPANV कि सबस्पेस है तथा अच्छा परिणाम क्या है यह स्पान S है तो हम कोई भी दो वेक्टर लेते है वेक्टर्स मे से तथा तब इनके स्पान से आपको वेक्टर स्पेस प्राप्त होगी तो यह SPAN सबस्पेस है वेक्टर स्पेस V की जिसके अव्यवो को हमने तीन उपसमुच्चयों की तरह लिया है तथा यह एक ओर महत्वपूर्ण जानकारी है की यह सेट S को धारण करने वाली सबसे छोटी सबस्पेस है तो इसके अलावा कोइ ओर छोटा उप सेट नहीं होगा जो S को धारण करे ओर वेक्टर स्पेस भी हो तो यह सबसे छोटा वेक्टर स्पेस हैं जो वेक्टर्स के समुच्चयों को धारण करता हैं तो यहाँ प्रमाण की अवधारणा देखने के लिए चलिए हम 𝑆𝑣1𝑣2𝑣𝑛 को हमारे सेट के रूप में लेते हैं यह S के अव्यव है तथा हम जो प्रदर्शित करेगे वह यह है कि इस S स्पान वेक्टर स्पेस कि एक वेक्टर स्पेस हैं तो वेक्टर स्पेस प्रदर्शित करने के लिए हमे वह दो प्रगुण प्रदर्शित करने पड़ेगे क्योकि हम सबस्पेस के बारे मे बात कर रहे है यहाँ हमे निरपेक्षरूप से उन दो प्रगुणों को अर्थात संवरण प्रगुण इसका अर्थ हुआ आप इस सेट के कोई भी दो अव्यव ले तथा उनके वेक्टर योग भी उसे सेट मे हो तथा जब हम एक स्केलर संख्या a से गुणा करे तो नया अव्यव भी इसी सेट S मे उपस्थित हो तो चलिए मानते है कि 𝑢𝑣∈SPAN𝑆 तथा अब क्योकि uSPAN𝑆से है तथा vSPAN𝑆से है तो हम इन u तथा v को वेक्टर्स v के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप मे लिख सकते है तो यहाँ तो यह लीनियर कॉम्बिनेशन है यहाँ साथ ही हमने vi के पदो मे इन्हे लिख लिया हैं ध्यान दीजिए कि यह 𝜆′𝑠 तथा यह 𝜇′𝑠 अलग अलग है तथा अन्य स्केलर भी परंतु यह u वेक्टर हैं तो यह लीनियर कॉम्बिनेशन है एक अलग लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ v एक अलग वेक्टर है तो वहाँ हमारे पास अलग लीनियर कॉम्बिनेशन हैं तो SPAN𝑆 से लिए हुए यह दो वेक्टर आवश्यक रूप से v का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए तथा अब यदि हम इन्हे जोड़ देते है तो uv यदि हम इन्हे जोड़ते है तो क्या होगा जब हम इन्हे जोड़ेगे यह होगा SPAN𝑆 तो यह पुनः vi का लीनियर कॉम्बिनेशन हैं क्योकि 𝜆𝑖's तथा 𝜇𝑖's वास्तविक है तथा इनका योग भी वास्तविक संख्या होगा तो हमारे पास यह पुनः लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो यह भी SPAN मे होगा क्योकि SPAN में vi के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन विधमान है तथा यह लीनियर कॉम्बिनेशन है तो निश्चितरूप से यह SPAN मे विधमान हैं तथा अन्य संवरक प्रगुण मे हम जांचेंगे कि जब हम किसी अचर से गुणा करते है जैसे यहाँ हमने c लिया है एक अचर के रूप मे तो यदि हम इस अचर c को वेक्टर u से गुणा करते है तो हमे क्या मिलता हैं हमे मिलेगे यहाँ यह c नहीं 𝜆𝑖 तो जब हम इस u को लिखते है क्योकि यह लीनियर कॉम्बिनेशन हैं तो यह u लीनियर कॉम्बिनेशन है तो जैसा कि हमने पहले भी लिखा है यहाँ u को 𝜆𝑖𝑣𝑖 लिखते है तथा जब इसे अचर से गुणा करते है यहाँ c से तब 𝜆𝑖𝑣𝑖 का क्या होता हैं तो यह c𝜆𝑖 जब हमने इस अचर c को 𝜆𝑖 से गुणा किया जो कि एक अन्य वास्तविक संख्या है तथा यह एक अन्य vi का लीनियर कॉम्बिनेशन हैं तो एक बार जब हमारे पास यह लीनियर कॉम्बिनेशन है तथा समस्त लीनियर कॉम्बिनेशन SPAN मे विधमान हैं तो यह अव्यव भी SPAN में विध्यमान होगा तो यहाँ हमने देखा कि संवरक प्रगुण संतुष्ट होता हैं इसका अर्थ हुआ यह SPAN एक वेक्टर सबस्पेस है तो SPAN एक वेक्टर सबस्पेस हैं तथा साथ ही हमे क्या प्रदर्शित करने कि आवश्यकता है कि कोई भी सबस्पेस जिसमे S के अव्यव विध्यमान हो में SPAN भी विध्यमान होगा तथा कारण स्पष्ट है क्योकि इस SPAN मे समस्त लीनियर कॉम्बिनेशन विध्यमान हैं तो यदि मानते है आपके पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमे यह सेट S विध्यमान है यह निश्चितरूप से होगा क्योकि यदि यह एक वेक्टर स्पेस माना की W है तो यह एक वेक्टर स्पेस है जिसमे S विध्यमान हैं तो निश्चितरुप से क्योकि यह एक वेक्टर स्पेस है सभी लीनियर कोम्बिनेशंस का क्योकि जब हम दो अव्यवों को जोड़ते है तो उसे यहाँ होना चाहिए तो फलतः सभी लीनियर कोम्बिनेशंस को सेट w मे होना चाहिए इसका अर्थ हुआ की इसमे SPAN भी हैं और वह स्वयं हमें बताता है कि SPAN𝑆 सबसे छोटा उप समूह है जिसमें यह 𝑆है क्योंकि कुछ भी जिसमें S है में भी यह SPAN 𝑆 होगा तो यह नहीं हो सकता है कि यह सबसे छोटा सबस्पेस नहीं है तो हमने यहाँ क्या सीखा है कि यह SPAN𝑆 है SPAN𝑆 आप किसी भी वेक्टर को ले जाते हैं एक वेक्टर स्पेस से और इन वेक्टर्स का स्पान होने से उस वेक्टर 𝑉 का एक वेक्टर सबस्पेस बन जाएगा और एक और एक यह एक स्पनिंग सेट कहा जाता है तो स्पनिंग सेट क्या है यहाँ𝑣12𝑣𝑛से स्पनिंग सेट वेक्टर स्पेस V के एक स्पनिंग सेट के रूप में है तो हम कहेंगे कि यह इस वेक्टर v का एक स्पनिंग सेट है यदि किसी भी vके लिए यदि उस वेक्टर स्पेस V से कोई अव्यव लिया जाता है तो इसके लिए यह अचर 𝛼1 𝛼2 𝛼𝑛 इस प्रकार होगे जैसे कि हमारा 𝑣 यहाँ इन v'sके लीनियर कॉम्बिनेशन के बराबर है तो मूल रूप से हम कहते हैं कि यह एक वेक्टर स्पेस का एक स्पनिंग सेट है यदि इस वेक्टर स्पेस का कोई अव्यव है तो हम इसे इस दिए गए सेट V के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं या दूसरे शब्दों में जिसे हमने यहाँ वेक्टर लिखा है𝑣12𝑣𝑛 𝑉 मे को स्पान V कहा जाता है यदि V में हर 𝑣 वैक्टर 𝑣1 𝑣2 𝑣𝑛 का लीनियर कॉम्बिनेशन है तो यह स्पनिंग सेट बहुत महत्वपूर्ण है एक बार जब हमारे पास यह स्पनिंग सेट मूल रूपमे होता है हम इस वेक्टर स्पेस के किसी भी वेक्टर को इन दिए गए वेक्टर्स या इन दिए गए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ उदाहरण के लिए हम वेक्टर्स पर विचार कर रहे हैं और यह ℝ3के एक स्पनिंग सेट को बनाते है जिसका अर्थ है कि हमें क्या दिखाना है कि अगर हम इस ℝ3 के किसी भी अव्यव को इस ℝ3 के किसी भी अव्यवको लेते हैं तो हमें इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने में सक्षम होना चाहिए और इसका मतलब यह है कियह स्पनिंग सेट हैं तो आइए देखें कि यह कैसे वेक्टर स्पेस ℝ3 के लिए एक स्पनिंग सेट का निर्माण करेंगे तो इसलिए किसी भी वेक्टर के लिए तो हम एक सामान्य वेक्टर लेते हैं जिसे हमने द्वारा निरूपित किया है ℝ3 से कोई भी वेक्टर हो सकता है हम कुछ भी प्रतिबंधित नहीं कर रहे हैं यह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है कि यह वेक्टर इस ℝ3 से संबंधित है और यह एक सामान्य वेक्टर है फिर भी इस ℝ3 से कोई भी वेक्टर हो सकता है और हम क्या करेंगे अब हम क्या करने वाले हैं हम बताएंगे कि यह वेक्टर जो इस ℝ3 से बिना किसी प्रतिबंध के एक सामान्य वेक्टर है तो ℝ3 से कोई भी वेक्टर हम इन दिए गए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं और इस मामले में यह क्यों पारंपरिक है और यह संरचना जिसे बाद में हम एक और नाम देगे जिसे मानक वेक्टर या बल्कि मानक आधार कहा जाता है जिसे आप बाद में इस शब्दावली पर संदर्भित करेंगे तो यहाँ हमारे पास है और हमें क्या करना है हमें बस इस पहले वेक्टर को संख्या 𝑣1 दूसरे एक v2 और तीसरे एक 𝑣3 से गुणा करना होगा और जैसा कि हम स्पष्ट रूप से देखते हैं v1v2𝑣3 तो यह इस वेक्टर स्पेस ℝ3 का कोइ वेक्टर है हम इसे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप मे लिख सकते है जिसे हमने इस विशिष्ट स्थिति मे देखा था अन्य उदाहरण में हम वेक्टर्स के बारे मे बात करेगे तथा यह भी ℝ3के एक स्पनिंग सेट का निर्माण करते है यह कैसे स्पनिंग सेट का निर्माण करते हैं तो हमने पहले ही एक उदाहरण देखा था जहां वेक्टर्स को लिया गया था यह एक अन्य सेट है तथा हम दावा करते है की यह ℝ3के एक स्पनिंग सेट का निर्माण करते है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह स्पनिंग सेट अद्वितीय नहीं हैं हम कर सकते हैं हमारे पास वेक्टर्स का एक अलग सेट हो सकता है और उसी वेक्टर स्पेस को स्पनिंग किया जा सकता है तो यहां यह एक और उदाहरण है जहां हम देखेंगे कि यह सेट ℝ3 भी स्पनिंग किया जा सकता है इसका मतलब है इस ℝ3 के किसी भी अव्यव को हम इन तीन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं इसे देखने के लिए हम इस ℝ3 से यहां एक सामान्य वेक्टर लेंगे और हम इस को नीचे दिए गए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे जिसका अर्थ है कि 𝜆1𝜆2𝜆3 अब सवाल यह है कि क्या हम यहाँ एक लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पहले की स्थिति के समान देखना उतना पारंपरिक नहीं है हालाँकि यह मुश्किल भी नहीं है तो हम क्या करें हम फिर से इन तीन समीकरणों को हल करेंगे समीकरणों निकाय 𝜆1𝑣3 𝜆2𝑣2−𝑣3 𝜆3𝑣1−𝑣3−𝑣2−𝑣3𝑣1−𝑣2 तो वास्तव में इसे रो रिड्यूस एक्लोन रूप में बदले बिना हम सीधे इस समीकरण को हल कर सकते हैं हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह समीकरण तीसरा समीकरण बताता है कि 𝜆1𝑣3 तो यहाँ से हमें सीधा उत्तर मिलता है कि 𝜆1𝑣3 अब आप दूसरा समीकरण लेंगे जो हमें बताता है कि 𝜆2𝑣2−𝑣3 है तो दूसरा समीकरण𝜆2𝑣2−𝑣3 देगा और इस समीकरण संख्या 1 से जो 𝜆2𝑣2−𝑣3 है तो हमें यहां यह लीनियर कॉम्बिनेशन मिला है कि यह कोई भी वेक्टर जिसे हम इन दिए गए वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं जो कि पहला वेक्टर 𝑣3 है 𝑣2−𝑣3 दूसरा वेक्टर और 𝑣1−𝑣2 यह तीसरा वेक्टर है इसलिए हमने फिर से इस उदाहरण में देखा कि यह पहले के उदाहरण की तुलना में एक अलग सेट था लेकिन फिर भी यह इस ℝ3 का एक स्पनिंग सेट है तो अब हमारे पास क्या है हमारे पास यह उदाहरण संख्या 3 है जहां हम अब दिखाएंगे कि हमने पिछले उदाहरण से लिया है हां ये वेक्टर्स को ये पिछले उदाहरण से हैं और हमने एक और लिया है इसलिए हमने यहां एक और वेक्टर जोड़ा है अब हमारा सेट यहां बड़ा है और अब फिर से यह ℝ3के एक स्पनिंग सेट का निर्माण करता है जो अब हम देखेंगे इसलिए मौजूदा सेट और हमने एक ओर वेक्टर को जोड़ दिया है और यह एक स्पनिंग सेट का निर्माण कर रहा है तो आपके पास वास्तव में स्पनिंग सेट में अव्यवों की संख्या अलग हो सकती है मेरा मतलब है कि सेट में बहुत अलग अव्यव भी हैं तो यहाँ हम जाँचेंगे कि यह एक स्पनिंग सेट को कैसे बनाता है तो किसी भी सामान्य वेक्टर के लिए हमें इस लीनियर कॉम्बिनेशन पर फिर से विचार करना होगा कि क्या हम इस को इन चार वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं तो हमारे पास यह रिड्यूस रूप है तथा अब इस रिड्यूस रूप से हम देख सकते है की हमे इस प्रकार के लेम्डा 𝜆 मिलेगे या नहीं तो फिर से इन पिवोट अवयवों पर वापस जा रहे हैं तो पहले स्तंभ में एक पिवोट अवयव है दूसरे स्तंभ में भी पिवोट अवयव है और तीसरे स्तंभ में भी एक पिवोट अवयव है तो हमारे पास तीन पिवोट अवयव हैं और यहाँ हमारे पास यह पिवोट अवयव नहीं है यह पिवोट अवयव नहीं है तो यह 4 से संबद्ध लेम्डा 𝜆 है तोलेम्डा 𝜆 चार एक स्वतंत्र चर है इसलिए 𝜆4 एक स्वतंत्र चर है और अन्य सभी लेम्डा 𝜆 इस 𝜆4के मान पर निर्भर करेगे तो अब हमें क्या मिलेगा तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हमारे पास ऐसे लेम्डा 𝜆 हैं जो से जुड़ेगा और वास्तव में अब इस स्थिति में हमारे पास हैं हमारे पास कई विकल्प हैं हमारे पास यह देने के लिए इन लेम्डा 𝜆ओ के कई विकल्प हैं वास्तव में यह अद्वितीय नहीं है अब यह निरूपण अद्वितीय नहीं है जबकि पहले की स्थितियों में कोई भी इस पारिस्थितिकी रूप का बारीकी से निरीक्षण और इस एक्लोन रूप को कर सकता है तो हमें क्या मिलेगा तो हमें यह कॉलम नहीं मिलेगा यदि हम इन तीन उदाहरणो पर ध्यान दे तो तो हमें ये मिलेगा कि हर कॉलम में यहाँ एक पिवोट होगा और वह इन अज्ञात 𝜆′s की संख्या के बराबर होगा और आपको एक अद्वितीय निरूपण मिलेगा इसलिए पूर्व के उदाहरण मे जब हमारे पास यह वेक्टर नहीं था तो हमारे पास दिए गए वेक्टर के संदर्भ में इसका अद्वितीय निरूपण है लेकिन अब इस मामले में क्या हुआ हमारे पास एक अद्वितीय निरूपण नहीं है लेकिन हम इस ℝ3 से किसी भी वेक्टर को इन दिए गए चार वेक्टर्स के पदो में निरूपित कर सकते हैं हम लिख सकते हैं तो वास्तव में यह एक स्पनिंग सेट है पूर्व के उदाहरणो ओर इसमे अंतर केवल इतना है कि हमारे पास एक गैर अद्वितीय निरूपण है जिसे हमें अब 𝜆4 चुनना होगा और फिर 𝜆1 𝜆2 𝜆3 की गणना करनी होगी अब हमारे पास मूल रूप से अनंत हल हैं इसलिए यह एक गैर अद्वितीय निरूपण है पहले दो उदाहरणों में हमारे पास एक अद्वितीय निरूपण है इसलिए यहां यही अंतर था और अब इस स्थिति में हमारे पास एक गैर अद्वितीय निरूपण है इस उदाहरण 4 पर वापस आते हुए हम देखेंगे कि फिर से हमारे पास तीन वेक्टर हैं ये तीन अलग अलग वेक्टर हैं तो लेकिन वे ℝ3 को स्पेन नहीं करते उदाहरण 1 में उदाहरण 2 में हमारे पास तीन वेक्टर हैं और वे ℝ3 को स्पेन करते है इसका अर्थ है कि ℝ3 का कोई भी वेक्टर हम उन दिए गए वेक्टर्स के रूप में लिख सकते हैं इसलिए उदाहरण 1 में हमारे पास यह है ये यहां सेट हैं और फिर हमारे पास हैं इसलिए उदाहरण 1 मे ये तीन वेक्टर थे उदाहरण 2 मे मुझे लगता है कि यह था और इसलिए यह उदाहरण संख्या 2 से था तो इसके साथ हालांकि उनके पास ℝ3 से तीन अलग अलग अवयव हैं वे स्पनिंग करते हैं वे ℝ3 को स्पेन करते है इसका अर्थ है ℝ3 का कोई भी अव्यव हम इन वेक्टर्स के रूप में या इन वेक्टर्स के संदर्भ में लिख सकते हैं लेकिन अब इस स्थिति में हम क्या निरीक्षण करेंगे कि यह संभव नहीं है कि आप ℝ3 से कोई भी तीन अव्यव लें और वह यह स्पनिंग सेट हो जाएगा इसे केसे जाँचे हम यहाँ हमेशा कि तरह एक सामान्य वेक्टर लेते हैं तथा हम इस को 𝜆1𝜆 2𝜆3के पदो मे लिखने का प्रयास करेगे हमारे पास यहाँ वेक्टर है औग्मेंटेड मैट्रिस है साथ ही गुणांक मैट्रिस भी हैं

तो अब हम इस स्थिति में क्या देखते हैं यहाँ हमारे पास पिवोट हैं यहाँ भी हमारे पास पिवोट हैं और पिवोट के बारे मे इस असंगतता को भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ असंगतता है जबकि यह असंगतता है क्योंकि ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती हैं क्योंकि हमारे वेक्टर यहाँ ℝ3 से हैं और ℝ3 से स्वतंत्र वेक्टर लिए गए हैं इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हम केवल यह नहीं देख सकते हैं कि यह 0 होगा यह एक अशून्य संख्या के साथ साथ कई स्थितियों में होगा और फिर 0 कुछ अशून्य के बराबर मिल रहा है इसलिए इस प्रणाली को हम ℝ3 से लिए सामान्य के लिए हल नहीं कर सकते हैं इसका मतलब है निकाय असंगत है और इसलिए हम इस मामले में इन दिए गए वेक्टर्स को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो हमने क्या देखा है यह की सिर्फ संख्याएँ इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हमने यहां तीन अवयवो को ℝ3 से लिया है तीसरे उदाहरण में हमने चार अव्यवों को ℝ3 से लिया है पहले दो उदाहरणों में हमने फिर से केवल तीन अव्यवों को लिया है पहले दो मामलों में हमारे पास दिए गए वेक्टर के रूप में ℝ3 से एक दिए गए वेक्टर के लिए एक अद्वितीय निरूपण था तीसरे उदाहरण में जहां हमने 4 लिये है जो कि स्पनिंग सेट भी था लेकिन आप ℝ3 के किसी दिए गए वेक्टर के गैर अद्वितीय निरूपण प्राप्त कर रहे हैं और अब इस उदाहरण में हमारे पास ℝ3 से तीन वेक्टर हैं लेकिन वे ℝ3 के एक सामान्य अवयव या सामान्य वेक्टर को निरूपित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो यह ℝ3 का एक स्पनिंग सेट नहीं बनाता है तो इन स्पनिंग सेट पर चर्चा करने के लिए बहुत कुछ है तथा यह अगले व्याख्यान मे भी जारी रहेगा यहाँ निष्कर्ष यह है कि यह लीनियर स्पान ओर कुछ भी नहीं है लेकिन सभी दिए गए वेक्टर के सभी लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पनिंग सेट 𝑣12𝑣𝑛 जो v के हैं हम कहेंगे कि यह एक स्पनिंग सेट है यदि कोई वेक्टर है इस v का हम इन वेक्टर के रूप में निरूपित कर सकते हैं फिर हम कहते हैं कि यह एक स्पनिंग सेट है तो यह संदर्भ है जिनका प्रयोग कर यह व्याख्यान बनाया गया हैं और आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद